आज हम कार्य संतुलन या एकीकरण के बारे में बात करेंगे और इस विषय में हम काम कार्य संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे फिर कार्य संतुलन के कारणों और परिणामों पर जाएंगे फिर अंत में हम कार्य संतुलन और एकीकरण के बारे में बात करेंगे पारिवारिक संघर्ष के ठीक विपरीत कार्य संतुलन है पारिवारिक संघर्ष वर्क फैमिली Work Family Conflict अंतर भूमिका संघर्ष इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट Inter role Conflict का एक रूप है जिसमें काम के दबाव और परिवार के डोमेन से दबाव कुछ मामलों में पारस्परिक रूप से संगत होते हैं इसका मतलब है कि परिवार का दबाव काम की गतिविधियों में हस्तक्षेप करेगा और काम का दबाव परिवार की गतिविधियों को प्रभावित करेगा परंपरागत रूप से अवैतनिक पारिवारिक कार्य या पारिवारिक चिंता महिला का डोमेन था और सार्वजनिक क्षेत्र में भुगतान किया गया कार्य एक पुरुष डोमेन है और ये कार्य परिवार के संतुलन या कार्य जीवन संतुलन के विपरीत है काम तब होता है जब आप काम की कल्पना करते हैं काम भुगतान रोज़गार पेड एम्प्लॉयमेंट -Paid Employment से जुड़ा होता है और जब आप कहते हैं कि वर्क फैमिली बैलेंस या वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ काम के बाहर की गतिविधियाँ हैं यह स्वयंसेवा में गतिविधि हो सकती है यह परिवारों में गतिविधि हो सकती है और यह रिश्तेदारों के साथ गतिविधि या रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी या दोस्तों के साथ बातचीत हो सकती है और जब आप कहते हैं कि कार्य जीवन में संतुलन है तो कई वैचारिक अस्पष्टताएं हैं इसका सीधा सा मतलब है कि काम और जीवन दोनों को समान समय देना और दोनों को काम और गैर कार्य गतिविधियों को समान समय देना काम संगठन से जुड़ा है और जीवन परिवार दोस्तों रिश्तेदारों सामुदायिक कार्यों से जुड़ा हुआ है और यदि आप दोनों के लिए समान गुणवत्ता का समय नहीं रखते हैं तो व्यक्तिगत या घरेलू जीवन के साथ साथ सामुदायिक जीवन में भी गिरावट होगी और विभिन्न मॉडल हैं जो कार्य संतुलन के बारेमे बताते हैं विभाजन मॉडल बोलता है कि काम और जीवन दो अलग अलग डोमेन हैं इसलिए एक दूसरे डोमेन के गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और वे अलग हैं स्पिलओवर मॉडल बोलता है कि एक दूसरे को सकारात्मक या नकारात्मक तरीकों से प्रभावित कर सकता है और क्षतिपूर्ति मॉडल बोलता है कि एक में कमी या संतुष्टि दूसरों के साथ दक्षता या असंतोष से जुड़ी है क्षमा करें क्षतिपूर्ति मॉडल बोलता है कि एक डोमेन में संतुष्टि दूसरे डोमेन में संतुष्टि द्वारा मुआवजा देगी वाद्य मॉडल कहता है कि एक क्षेत्र में गतिविधियाँ अन्य क्षेत्र में सफलता की सुविधा प्रदान करती हैं और संघर्ष मॉडल का कहना है कि अगर दोनों क्षेत्रों मे काम और जीवन से उच्च मांग है तो यह काम के अधिभार को जन्म देगा और व्यक्ति तनाव का अनुभव करेगा और इन पांच मॉडलों से परे जो आपने चर्चा की है एक और सिद्धांत है जिसे सीमा सिद्धांत कहा जाता है इसका मतलब है कि लोग रोजाना सीमा पार करते हैं और वह भी तकनीक की मदद से अब आईपैड लैपटॉप सेल फोन की मदद से ये व्यक्तियों को सीमाओं को पार करने के लिए सहायक उपकरण हैं उदाहरण के लिए कहें कार्यालय जाते समय माता पिता बच्चों को स्कूल ले जा सकते हैं उन्हें स्कूल में छोड़ सकते हैं और फिर कार्यालय जा सकते हैं और दोपहर के भोजन के समय में वे परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ सकते हैं माता पिता के साथ जुड़ सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ साथ बच्चे के साथ जुड़ सकते हैं और वे एक साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं और वापसी के समय सभी एक साथ आ सकते हैं इसलिए जब समय की कमी होती है तो आप संतुलन बनाने के लिए अंत काम और परिवार या काम और घर दोनों की विभिन्न प्रतिबद्धताओं को एकीकृत कर सकते हैं यह कहने के बाद कि अगर आप काम संतुलन के बारे में सोच रहे हैं तो आप क्यों बात कर रहे हैं शायद कुछ असंतुलन मौजूद है ऐसा क्यों हो रहा है कुछ संकेत हैं कि हम लंबे समय तक काम कर रहे हैं भले ही 7 दिनों के कार्य सप्ताह में हम 48 घंटे से अधिक काम कर रहे हों यह विश्व स्तर पर सही है और अत्यधिक काम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है दूसरा यह है कि अधिक महिला कर्मचारी उच्च शिक्षा में और बाद में व्यावसायिक नौकरियों में पहले से अधिक प्रवेश कर रहे हैं और अगर महिला कर्मचारी नौकरियों संभावित नौकरियों और उच्च प्रोफ़ाइल नौकरियों में प्रवेश कर रही हैं तो उन्हें गैर कार्य गतिविधियों या परिवार की गतिविधियों के लिए कम समय के साथ छोड़ दिया जाता है और एक भूमंडलीकृत दुनिया में दोहरे कैरियर परिवार बढ़ रहे हैं पतिऔर पत्नी दोनों पेड जॉब में हैं तो गैर कार्य गतिविधियों के लिए समय कहाँ बचा है और एकल माता पिता परिवार भी हैं और यदि एकल माता पिता परिवार मे माता या पिता कार्यालय जा रहे हैं तो बच्चे की देखभाल कौन करेंगे और समय क्षेत्र के अंतर के कारण भी शाम की नौकरियां या देर रात की नौकरियां बढ़ रही हैं क्योंकि यदि आप यूरोप और यूएसए के साथ भारत की तुलना करते हैं जब विभिन्न देशों में व्यापार जुड़ा हुआ है और विदेशों में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें उनके समय के अनुसार समायोजित करना होगा इसके परिणामस्वरूप रात की नौकरियां और शाम की नौकरियां भी बढ़ रही हैं और साथ ही हमारे पास हमारी दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थानीय संसाधन और सुविधाएं नहीं हैं और सटीकता में है एक अपर्याप्त सेवा है और सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जीवन की दैनिक मांगों के साथ समायोजित करने में मदद नहीं करेंगी और प्रतियोगिताओं की उच्च दर भी है और संगठनों में हर किसी को समय का पीछा करना है और काम पूरा करना है और मृत रेखा को पूरा करना है और इसके शीर्ष में कर्मचारी अपनी कठिनाइयों के बावजूद उत्पादकता दिखाने के लिए मजबूर हैं और न केवल उत्पादकता गुणवत्ता की मांग है न केवल मात्रा बल्कि गुणवत्ता भी है और जीविका और संगठनों के अस्तित्व के लिए इसके शीर्ष पर लगातार संगठन को नया करना है और मानव संसाधन को रखाना हैं जो संगठन को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाएंगे क्योंकि यह एकमात्र संसाधन है जिसे किसी अन्य संगठन द्वारा तुरंत नकल नहीं किया जा सकता है और इससे प्रतिस्पर्धा और प्रतिभा और गुणवत्ता वाले कर्मचारी होंगे जो गुणवत्ता वाले उत्पादों को उचित समय सीमा के साथ दे सकते हैं और उन पर भी दबाव डाला जाता है क्योंकि समय कम और काम कई हैं इसलिए अंतमे उन पर भी दबाव डाला जाता है और जब व्यक्ति संगठन में काम कर रहे हैं तो कैरियर के लक्ष्य हैं उसे पदोन्नति प्रमोशन Promotion मिलेगा वेतन मिलेगा और जमीकरन होता है एक ही समय में आप पाएंगे कि वर्तमान परिदृश्य में काम करने वाले शराबी हैं जो काम करने के लिए अधिक समय देते हैं और लोग आजकल अधिक उपलब्धि उन्मुख हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक समय काम पर खर्च होता है और साथ ही साथ दुनिया में न केवल गुणवत्ता की तलाश होती है बल्कि पूर्णता भी होती है और जब एक पूर्णता होती है तो व्यक्ति को लगातार उस काम को करते रहना पड़ता है जब तक वह पूरी तरह से ठीक न हो जाए इसलिए व्यक्तिगत चिंता भी काम पर बहुत सारी ऊर्जा लगाने के लिए और काम में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए और साथ ही साथ समुदाय में अपनी पहचान के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चला रही है इसलिए यह कहा जा रहा है यही कारण हैं कि कार्य संतुलन हम सभी के लिए चिंता का विषय बन रहा है और विशेष रूप से बड़े संगठन वे हैं जो प्रतिष्ठित फर्म हैं वे कर्मचारियों के जीवन संतुलन की तलाश में हैं अन्यथा प्रतिभाएं वहां नहीं रहेंगी वे बच जाएंगे इसी तरह जब अधिक महिला कर्मचारी होती हैं तो वे नौकरी में प्रवेश करती हैं यदि संगठन महिला कर्मचारियों पर प्रमुखता से कार्य कर रहा है तो वे भी कार्य संतुलन की तलाश में रहते हैं और अगर संगठन के लिए एक संकेत है कि कर्मचारियों को जोर दिया जाता है कि वे थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो उस स्थिति में वे काम संतुलन की तलाश में हैं और जब परिवार के मुद्दे मौन या एचआर और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए प्रमुख होते हैं तो वे कार्य संतुलन की तलाश में रहते हैं और तदनुसार संगठन कार्य संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कई पारिवारिक अनुकूल नीतियों को विभाजित करता है और इन पारिवारिक नीतियों का कहना है कि परिवार की कुछ नीति कहती हैं कि लचीले काम के घंटे है जैसे कि फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी टाइम में एक मूल समय होता है जहाँ उपस्थिति अनिवार्य है और व्यक्ति उस मूल समय के भीतर काम करता है लेकिन कोर स्लॉट से परे अन्य समय किसी भी समय लचीला होता है जब वे व्यक्ति आ सकते हैं और काम कर सकते हैं इसी तरह वैकल्पिक कार्य व्यवस्था वहां होती है जहां नौकरी का एक हिस्सा एक व्यक्ति और अन्य भाग वरिष्ठ लोगों द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाएगा और संगठनों की भी अलग अलग छुट्टी की नीतियां हैं यहां तक कि अर्जित पत्तियों की नीतियां भी हैं आकस्मिक पत्ते इतने सारे पत्ते हैं इसके साथ ही हमने अलग अलग स्थानों पर जाने के साथ छुट्टी का प्रावधान भी किया है जिसे छुट्टी LTC कहा जाता है या यात्रा रियायतें छोड़ते हैं संगठन बाल देखभाल सुविधा मनोरंजन सुविधाएं जिम सुविधाएं और अन्य भी प्रदान कर रहे हैं ताकि कार्य संतुलन कुछ हद तक प्राप्त किया जा सके उदाहरण के लिए भारत के कानूनी प्रावधानों में भी कहा गया है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में व्यक्ति सप्ताह के लिए 48 घंटे काम कर सकता है और अधिकतम व्यक्ति प्रति दिन 9 घंटे काम कर सकता है और कानून भी अधिनियम ऐसा है जो महिला कर्मचारियों को शाम 7 बजे और शाम 6 बजे के दौरान प्रतिबंधित करता है वे शाम 7 बजे से 6 बजे के इस स्लॉट के दौरान काम नहीं करेंगे यह गलत है यह शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक है और साप्ताहिक छुट्टियाँअवकाश हैं 30 से अधिक महिला कर्मचारी होने पर शिशु गृहक्रेच Crèches कंपनी के लिए निर्धारित क्रेच के लिए जाती है और अलग अलग पत्तियां भी निर्धारित की जाती हैं जैसे अर्जित अवकाश आकस्मिक अवकाश बीमार अवकाश प्रतिपूरक अवकाश चिकित्सा अवकाश मातृत्व अवकाश और लाभ पितृत्व अवकाश वगैरह तो इन सभी चीजों को कर्मचारियों को दिया जाता है ताकि काम और गैर काम की गतिविधियाँ या काम और जीवन की गतिविधियाँ संतुलित रहें आईटी और आईटी सक्षम उद्योगों में आपको आईबीएम टाटा कंसल्टेंसी एक्सेंचर मे सुविधाएं मिलेंगी उनके पास प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए लचीली कार्य नीतियां हैं और इसे नियोक्ता ब्रांडिंग में भी बताया जाता है और अगर संगठन को क्षमता प्राप्त करनी है तो संगठन संभावित और वास्तविक कर्मचारियों को संदेश देगा कि संगठन के साथ काम करने के लिए यह एक अच्छी जगह है और इसलिए भारत में अलग अलग सुविधाएं अलग अलग कार्य अलग अलग अवकाश सुविधाएं और आदि नियम भी लागू किए जाते हैं ताकि कार्य संतुलन प्राप्त किया जा सके और ये संतुलन की प्रकृति के कुछ हैं कहो अगर मैं काम और परिवार के बीच संतुलन रखना चाहता हूं तो इसका नतीजा यह है कि अगर हम घर और काम या जीवन और काम पर समान रूप से जोर देते हैं तो उस स्थिति में यह नौकरी और संतुष्टि का काम करेगा और अगर हम संतुलन में दिखते हैं और जीवन की संतुष्टि भी है तो यह एक व्यक्तिपरक भावना है कि उन्होंने उन चीजों को हासिल किया है जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं और मेरी स्थितियां बेहतरीन हैं और इसी तरह नौकरी की संतुष्टि उन चीजों के बारे में बोलती है जो व्यक्तियों की नौकरी से संबंधित जरूरतों को किस हद तक पूरा करती हैं और यदि व्यक्ति घर और काम पर समान रूप से जोर देता है तो उन्हें नौकरी से संतुष्टि काम से संतुष्टि और संगठनात्मक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है यह संगठन में रहने के लिए व्यक्ति की ओर से प्रवृत्ति है संगठन को दूसरों के सामने महिमामंडित करना और संगठन के मानदंडों और मूल्यों के अनुकूल होना जो कि संगठनात्मक प्रतिबद्धता है और अगर संतुलन में अगर घर व्यक्तियों के लिए केंद्रीय है तो स्वचालित रूप से यह मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नेतृत्व करेगा क्योंकि व्यक्ति बच्चों के साथ साथ अपने पति या पत्नी और समुदाय के सदस्यों के साथ अधिक समय बिता रहा है और कई चीजें करता है जो आंतरिक रूप से वो करना चाहता है यदि काम व्यक्तियों के लिए केंद्रीय है तो व्यक्तिगत रूप से वह तनाव और बीमारी से पीड़ित होगा इसी तरह हम जो काम करते हैं और अगर उस साधन पर कोई खराबी आती है तो पारिवारिक जिम्मेदारियां संगठनात्मक गतिविधियों या कार्य में हस्तक्षेप कर रही हैं या यदि संगठनात्मक गतिविधियां या कार्य गतिविधियां जीवन के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं तो यह घर पर और साथ ही काम पर और व्यक्ति का प्रदर्शन पर सीधे प्रभावित होगा और ये केवल यही नहीं हैं अगर हम अपना खाली समय काम करते हैं परिवार की भूमिकाओं का प्रबंधन करते हैं स्वेच्छा से समुदाय के लिए काम करते हैं तो इसका दूसरों पर भी असर पड़ेगा और हमारे भीतर भी दूसरों को सेवा प्रदान करके आंतरिक आनंद का अनुभव करेंगे और एक अवधारणा के रूप में नए परिवार उभर रहे हैं यह एक वैश्विक परिदृश्य है पारिवारिक संबंध के समतावादी मानदंड हैं हर कोई समान है और घरेलू श्रम के लिए इसे परिवार के सदस्य के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है और निर्णय लेने और लिंग संबंधी धारणाओं को साझा किया जाता है ऐसे पारिवारिक माहौल में यदि आप भारत में देखें तो भूमिकाएँ भी बदल रही हैं नर मादा का काम कर रहे हैं महिलाएं भी पुरुषों का काम कर रही हैं अर्थ यह है कि पारंपरिक रूप से दीवार पर नौकायन कहना है जो एक पुरुष सदस्य के साथ जुड़ा हुआ काम है अब यह महिलाओं द्वारा भी किया जाता है बाल देखभाल महिलाओं द्वारा किया जाता है यह पुरुष सदस्यों द्वारा भी किया जाता है इसलिएपारंपरिक भूमिकाएं समाज में बदल रही हैं और एक लिंग मुक्त धारणा है और काम और परिवार से परे भी हम सभी की आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं शरीर का शारीरिक रखरखाव हम मानसिक शांति चाहते हैं हम अवकाश चाहते हैं और हम दूसरों के साथ बातचीत करना चाहते हैं और जब आप बातचीत करेंगे तो गहराई से सुनेंगे खुलकर सहयोग करेंगे और सम्मानजनक ढंग से सम्मान करेंगे इसके अलावा हमें स्वयंसेवक सेवा के लिए समुदाय तक पहुंचना है और आंतरिक आनंद का अनुभव करना है इसलिए ये सभी जब हम कहते हैं कि संगठन में कार्य के क्षेत्र से परे हैं जिसका अर्थ है कि व्यक्ति कर सकता है संभव है कि व्यक्ति घर और काम पर संतुष्टि और अच्छे कामकाज के लिए समान समय गुणवत्ता समय दे सकेगा शायद इसका जवाब नहीं है इसलिए काम और जीवन एक है उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है उन्हें एकीकृत किया जा सकता है जैसा कि मैंने पहले उदाहरण में बताया था मैं काम में व्यस्त रहते हुए अध्ययन के साथ दोस्तों और वगैरह के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकता हूं इसलिए किसी को यह जानना होगा कि जीवन और कार्य को एक साथ कैसे जोड़ा जाए नौकरी पर रहकर आप संगठनों में काम कर सकते हैं परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं समुदाय के लिए स्वयंसेवक नौकरी कर सकते हैं और फुर्सत के साथ साथ आपका निजी जीवन भी हो सकता है और आप अपनी आध्यात्मिक पूर्ति भी चाहते हैं जो व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है इसलिए इस तरह की स्थितियों में एक संतुलन हो सकता है शायद संतुलन नहीं होगा लेकिन हम वहां के लिए जो अनुरोध कर रहे हैं वह जीवन की भूमिकाओं और कार्य भूमिकाओं का एकीकरण हो सकता है और इसलिए आप नियमित रूप से अपनी भूमिकाओं को प्राथमिकता देते हैं और यह भी कि आप अलग अलग गतिविधियों के लिए समय देंगे और उसके अनुसार खुद को व्यवस्थित करें और अधिक भार न लें क्योंकि बहुत अधिक काम करने से भी मृत्यु हो जाती है जापान में यह एक आम कहावत है कि यदि आप बहुत अधिक काम करते हैं तो आप मर जाएंगे इसलिए आपको उस महीन रेखा को खींचना होगा कि मैं किस हद तक काम कर सकता हूं और किस हद तक मैं गैर कामकाजी गतिविधियों या अन्य नौकरी गतिविधियों में शामिल हो सकता हूं और इसलिए अतिभारित ना होने का कोशिश करे और यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको सीखना चाहिए कि कैसे " नहीं " कहना चाहिए इसलिए संसाधनों को आवंटित करने के लिए आपके पास काम करने के लिए अपने समय प्रयास और ऊर्जा के आवंटन का विकल्प है और काम करने के लिए संसाधन समय प्रयास और ऊर्जा के आवंटन का विकल्प है और गैर काम के लिए ऊर्जा प्रयास के आवंटन का विकल्प और यह हमारे संसाधनों पर मांग करता है इसका मतलब है कि हमारी कुछ काम मांगें हैं और साथ ही गैर काम मांगें हैं इसलिए हमें काम की माँगों के साथ साथ गैर काम की माँगों के लिए भी अपना समय ऊर्जा और पैसा प्रदान करके संसाधन की पूर्ति करनी है और वह हस्तक्षेप बिंदु है जो आपको खुश करेगा और इनसे गुजरने के लिए मैं आपको कुछ सामग्रियों को को दूँगा